I V कैरेक्टरस्टिक को देखने के बाद और I V कैरेक्टरस्टिक पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के बाद शायद यह अब अच्छा समय है कि हम इसकी डेटाशीट्स को देखें डेटाशीट्स का अध्ययन करना और डेटाशीट्स पैरामीटर्स को I V कैरेक्टरस्टिक के महत्वपूर्ण बिंदुओं से मिलाने का प्रयत्न करना हमें I V कैरेक्टरस्टिक की ओर जानकारी प्रदान करता है साथ ही पीवी पैनल को चयन करने में भी मदद करता है हमें डेटाशीट्स को देखना चाहिए और PV पैनल की I V कैरेक्टरस्टिक के लिए हमारी समझ को मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिए यह पेज फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की डेटाशीट को दिखा रहा है यह 210 वाट से 240 वाट पॉली क्रिस्टलाइन मॉड्यूल है आप यहां कई सारे कॉलम देख रहे हैं प्रत्येक कॉलम एक विशेष पैकेज पैनल को व्यक्त करता है और यह हमारी रुचि के पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं कि कैसे यह I V कैरेक्टरस्टिक पर मैप होते हैं हम एक विशेष वाटेज पेनल कोड लेते हैं जो कि 240 अधिकतम वाट का है और इसके प्रत्येक पैरामीटर को अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं और देखिए I V कैरेक्टरस्टिक से यह मैप कैसा है जिसे हम अध्ययन करेंगे इसके लिए हम I V कैरेक्टरस्टिक को यहां रखते हैं ताकि आप डेटाशीट के साथ इसे अच्छे से समझ सके अब हमारे पास यहां PV पैनल की I V कैरेक्टरस्टिक है यह पैरामीटर लीजिए और यह कॉलम लीजिए अर्थात हम 240 वाट पीवी पैनल ले रहे हैं अब मुझे isc का मान लेने दीजिए यह 899 एंपियर है और इसे यहां 899 एंपियर चिन्हित करते हैं Voc जैसा कि डेटाशीट्स में दिया गया है 3672 है इस प्रकार हम यहां 367 वोल्टस लिखते हैं और साथ ही हमारे पास Imp और Vmp पैरामीटर भी है जहां Imp संबंधित पीक पावर पॉइंट पर करंट है तथा Vmp संबंधित पीक पावर पॉइंट वोल्टेज है यह Vmp है जिसके लिए हमने Vm टर्म उपयोग की थी और यह Imp है तो यदि आप इन दो को देखें और इन्हें PV पैनल पर मैप करें तो यह 796 एंपियर के बराबर है और यह 3018 वोल्ट है अब यह एक 240 वाट पैनल है इसका मूल रूप से अर्थ यह है कि हमारे पास 240 वाट अधिकतम पावर है जिसे यह पैनल दे सकता है और यह पॉइंट यहां यह दिखा रहा है आप इसे इस प्रकार 7963018 वोल्ट गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं आप यहां देखेंगे कि p टर्म का उपयोग हुआ है p पिक को व्यक्त करता है इसलिए सामान्यतः फोटोवोल्टिक मॉड्यूल डेटाशीट टर्मिनोलॉजी में वाट पीक उपयोग किया जाता है जिसका तात्पर्य यह है कि यह पिक पावर पॉइंट है इसलिए सामान्यतः हम इसे P लिखेंगे अब एक प्रश्न उठता है की हमारे पास 240 वोट पिक है और यह करंट है और यह वोल्टेज जैसा कि हम I V कर्व पर देख रहे हैं किस इंसिडेंट सोलर पावर पर हमें यह सब वैल्यू प्राप्त होगी तो साधारणतया यहां इंसीडेंट सोलर पावर का एक मानक मान 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है और यह 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर है अब यह एक मानक इन्सोलेशन है और हम इसे मानक इन्सोलेशन कहेंगे और 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानक तापमान है इस प्रकार यदि यह उल्लेखित नहीं किया गया है तो यह सभी मान मानक इंसिडेंट सोलर पावर पर मीटर स्क्वायर के लिए है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंबिएंट व्यापकतापमान पर है